नमस्ते टू फेज फ्लो और हीट ट्रान्सफर के तेरहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है आज इस व्याख्यान में हम इंटरफ़ेस ट्रैकिंग कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे यदि आपको याद है तो हमारे पिछले व्याख्यान में हमने 2 फ्लूइड पॉपुलेशन बैलेंस मैथड के बारे में चर्चा की है जहाँ हमने पता किया है कि 2 फेज़ फ्लो को कम्प्यूटेशनल रूप से कैसे संभाला जा सकता है यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंटरफ़ेस को वेल सेपरेटेड फ्लो की स्तिथि में कैसे पकड़ा जा सकता है ठीक है जहाँ इंटरफ़ेस स्पष्ट रूप से पहचान योग्य है ठीक है मै इसे व्याख्यान के अंत में देखूंगा यहां हम ट्रैकिंग इंटरफ़ेस के लिए तरीकों को समझेंगे मुख्य रूप से हम वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड कार्यप्रणाली पर जोर देंगे हम विभिन्न सैल्स में फ्लूइड के वॉल्यूम के तथ्यों से इंटरफ़ेस की पुनर्निर्माण योजनाओं को समझेंगे हम वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड आधारित फ्रीवेयर का उपयोग करके एक केस अध्ययन का अभ्यास करेंगे तो इसमें हम समझेंगे कि फ्रीवेयर को कैसे इंस्टाल किया जा सकता है हम फ्रीवेयर में मॉडल पैरामीटर कैसे सेट कर सकते हैं हम इस फ्रीवेयर का उपयोग करके एक केस कैसे चला सकते हैं और अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं और मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है इस वर्तमान व्याख्यान के अनुभव के आधार पर आप फ्लूइड वॉल्यूम सॉल्वर का उपयोग करके बुनियादी टू फेज़ फलो सिमुलेशन कर सकते हैं तो शुरू करने के लिए हमें पहले यह देखना चाहिए कि वॉल्युम ऑफ़ फ्लूइड मेथड क्या है वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड मैथड पर जाने से पहले हमें कुछ ग्रिड आधारित फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है जो गवर्निंग इक्वेशन मूल रूप से आपके मास मोमेंटम और एनर्जी समीकरण को हल करने के लिए है यहाँ मैंने फाईनाइट वॉल्यूम एप्रोच का उदाहरण लिया है आप कोई अन्य तरीका भी ले सकते है उदाहरण के लिए आपके पास फाईनाइट डिफरेंस या फाईनाइट एलीमेंट कार्यप्रणाली हो सकती है लेकिन मै आपको फाईनाइट वॉल्यूम एप्रोच के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं इस फाईनाइट वॉल्यूम अप्रोच में हमने डोमेन को डिस्क्रेटाइज्ड कर दिया है हम इस आयताकार बक्से को अपना डोमेन कहते है हमने इस डोमेन को छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम में डिस्क्रिटसाइज्ड किया और कंट्रोल वॉल्यूम के केंद्र में या हम कह सकते है CG कंट्रोल वॉल्यूम के सेन्टर ऑफ़ ग्रेविटी में हम यहां ग्रिड नोड बिंदु को नामित करते हैं ठीक है अधिकतर समय यह नोड बिंदु कार्टेसियन ग्रिड बना रहे हैं ठीक है और यह इस तरह संरचित होगा इसलिए हम पाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ़ फ्लुइड एप्रोच ने पहले डोमेन को फाईनाइट वॉल्यूम में डिस्क्रिटिज़ेड कर दिया है जहाँ सेंटरोइड स्थान को वास्तव में नोड माना गया है अब इस नोड में हम पता करते है की मास मोमेंटम और एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे किया जा रहा है तो हम क्या करते हैं हम इनफार्मेशन प्रोपोगेशन का पता लगाते हैं और उस मात्रा को उस वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करते हैं ठीक है सीमा के आधार पर जानकारी का आंतरिक फ्लो और बाहरी फ्लो जो भी हो रहा है उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी जानकारी का कंजर्वेशन क्या है और वहाँ से हम विभिन्न हीट फ्लो और फ्लूइड फ्लो की समस्याओं को नियोजित करते हैं ठीक है एकल फेज में ध्यान रखने के लिए अब जब भी 2 फेज़ फ्लो की बात आती है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जिसे ध्यान रखने की आवश्यकता है वह है इंटरफ़ेस ट्रैकिंग क्योंकि मास मोमेंटम और एनर्जी समीकरण के अलावा हमारे पास 1 इंटरफ़ेस भी होगा जिसे हर समय ट्रैक करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उस इंटरफ़ेस के माध्यम से ही हमारे पास मास मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होंगे इसलिए यहां मैंने आपको एक चित्र दिखाया है जहां आप पता लगा सकते हैं कि 2 फ्लूइड हैं तो नीचे 1 लाल रंग का फ्लूइड है जो कोई हैवी फ्लूइड या हल्का फ्लूइड हो सकता है और यहाँ हमारे पास अलग डेंसिटी का एक और फ्लूइड हैं तो यहां आप यह पता लगा सकते हैं कि इस इंटरफेस के माध्यम से किसी प्रकार की मोमेंटम या एनर्जी ट्रांसफर होगा ठीक है यदि इंटरफ़ेस सीधा है तो यह इंटरफ़ेस कैप्चरिंग बहुत महत्वपूर्ण है जाहिर है इस वक्र की तुलना में इंटरफ़ेस की लंबाई छोटी होगी वक्रीय इंटरफ़ेस जब भी इंटरफ़ेस लंबा हो जाता है तो इंटरैक्शन का दायरा कम हो जाएगा ठीक है अब इसलिए इस इंटरफ़ेस को कैप्चर करना या इस इंटरफ़ेस को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है फाईनाइट वॉल्यूम कार्यप्रणाली में हमारे पास इंटरफ़ेस को ट्रैक करने के लिए कई विकल्प हैं कुछ और कार्यप्रणाली है वॉल्यूम ऑफ़ फ्लुइड कार्यप्रणाली लेवल सेट कार्यप्रणाली मार्कर एंड सैल या MAC कार्यप्रणाली ठीक हैं यहाँ इस व्याख्यान में हम वॉल्यूम ऑफ़ लिक्विड या VOF तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है तो मैं आपको संक्षेप में जानकारी दे दूं कि वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड कार्यप्रणाली क्या है तो आप देखते हैं कि यह 2 फेज़ की समस्या है इसलिए स्पष्ट रूप से मास मोमेंटम और एनर्जी समीकरण शामिल होंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास मास कंजर्वेशन के लिए कंटीन्यूटी समीकरण है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए मोमेंटम समीकरण है और यहां एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एनर्जी समीकरण है ठीक है ये तीनो उसी तरह काम करेंगे जैसे हमने सिंगल फेज़ कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में देखे थे ठीक है लेकिन केवल अंतर यह होगा कि यहां हमें यह समझने की आवश्यकता है कि फेज़ के गुणों को सर्वत्र इंटरफ़ेस पर कैसे परिभाषित किया जाएगा तो इसके लिए हम एक अतिरिक्त समीकरण को शामिल करते हैं जिसे वॉल्यूम फ्रैक्शन समीकरण कहा जाता है अब यह वॉल्यूम फ्रैक्शन समीकरण समीकरणों की समग्र प्रणाली को किसी प्रकार की जानकारी देता है और जिससे अंत में आपको पता चलेगा कि ये सभी तीन समीकरण कंटीन्यूटी मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशन इस वॉल्यूम फ्रैक्शन समीकरण द्वारा मिल रहे है ठीक है तो यह वॉल्यूम फ्रैक्शन समीकरण टू फेज़ फ्लो की गणना में बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके बाद आइए देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड कार्यप्रणाली में हम किस प्रकार के समीकरणों को हल करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास मास और मोमेंटम कंजर्वेशन समीकरण होंगे यहाँ मैंने आपको मास और मोमेंटम कंजर्वेशन समीकरण दिखाए है इसे और सरल बनाने के लिए मैंने एनर्जी समीकरण को समाप्त कर दिया है हम बाद में इसमें एनर्जी समीकरण को भी जोड़ सकते है तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने आधारभूत कंटीन्यूटी समीकरण दिखाया है जो आपके सिंगल फेज कंटीन्यूटी समीकरण जैसा ही दिखता है जिसमें डेंसिटी रो ⍴ है अब यह रो क्या है मैं आपको बताऊंगा कि यह रो वास्तव में क्षेत्र में कोई औसत डेंसिटी है और यह औसत डेंसिटी बल्क में कुछ विशेष मान रखती है और इंटरफ़ेस के पास बल्क गुणों के बीच इसका कुछ इंटरमीडिएट मान होगा ताकि रो को परिभाषित किया जा सके वास्तव में यह रो एक सैल के अंदर एक फेज़ के वॉल्यूम फ्रैक्शन का फंक्शन होगा अब उस वॉल्यूम फ्रैक्शन को हम एक c का उपयोग करके पता करते हैं ठीक है तो c वॉल्यूम फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि हम 2 फ्लूइड 1 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं बता दें कि 1 पहला फ्लूइड है और 2 दूसरा फ्लूइड है तो उस स्थिति में आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास पहले फ्लूइड के बल्क में c1 1 है और दूसरे फ्लूइड के बल्क में c2 1 है और पहले फ्लूइड में c2 और c1 के करेस्पोंडिंग मानो के बराबर है और दूसरा फ्लूइड 0 बन जाएगा तो हम इन 2 में से किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम फ्रैक्शन के आधार पर डेंसिटी को परिभाषित कर सकते हैं हम कहते हैं कि यह c पहले फ्लूइड के लिए वॉल्यूम फ्रैक्शन है तो इस रो को के रूप में लिखा जा सकता है इसका मतलब है कि जब भी आपके पास पहला फ्लूइड बल्क में होता हैं जहां c का मान 1 होता है तो आपको रो का मान 1 प्राप्त होगा और जब भी आपके पास दूसरा फ्लूइड बल्क में होता हैं तो आपको रो का मान 2 प्राप्त होगा क्योंकि c उस समय 0 हो जाएगा ठीक है इसी तरह विस्कोसिटी को भी परिभाषित किया जा सकता है वॉल्यूम फ्रैक्शन मैंने यहाँ दिखाया है कि एक सैल के अंदर हम मान लेते है कि यह सैल के अंदर का सैल है सेल का कितना हिस्सा अधिकृत है या वॉल्यूम किसी विशेष फेज द्वारा कितना वॉल्यूम अधिकृत है ठीक है यहाँ मैंने दिखाया है कि c पहले फ्लूइड के लिए वॉल्यूम फ्रैक्शन है पहले फ्लूइड का अर्थ है 1st फ्लूइड अब c के आधार पर आप देखते हैं कि हम ρ और μ का पता लगा सकते हैं और हम एक कंटीन्यूटी समीकरण लिख सकते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से हमारे पास यहां 2 फ्लूइड के लिए 2 कंटीन्यूटी समीकरण नही होंगे हमारे पास एक ही कंटीन्यूटी समीकरण होंगा लेकिन गुण यह निर्देशित कर रहे है कि कंटिन्यूटी समीकरण में बदलाव होगा इसलिए का बल्क में कुछ मान होगा अलग अलग फ्लूईड के लिए अलग अलग मान और इंटरफ़ेस के पास इंटरमीडिएट मान होगा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए स्पष्ट रूप से यह कंटीन्यूटी समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी इसलिए अधिकांश एयर वाटर संबंधित अनुप्रयोगों के लिए हम इसे ही उपयोग में लेते हैं ठीक है मोमेंटम समीकरण जैसा की हमने बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा है हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं केवल सर्फेस टैंशन वाल हिस्सा इसमें जोड़ा हुआ है क्योंकि हम 2 फेज के लिए इसे काम में ले रहे हैं तो जाहिर है कि सर्फेस टेंशन उसमे शामिल हो जाएगा तो सरफेस टेंशन इंटरफ़ेस में शामिल होगा जो कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा डिराक फंक्शन के रूप में दिया गया है तो δs वास्तव में फ़ंक्शन है जो सर्फेस टेंशन के मान को नियंत्रित करता है जो बल्क में 0 होगी और इंटरफ़ेस में इसका कुछ निश्चित मान होगा और n स्पष्ट रूप से इंटरफ़ेस की लंबवत दिशा है तो इसकी गणना इस वॉल्यूम फ्रैक्शन c के ग्रेडिएंट से की जा सकती है अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यह पता चलेगा कि इंटरफ़ेस का स्थान बदल रहा है तो जाहिर है कि c का यह मान भी समय के साथ बदलता रहेगा तो आपको c के कुछ समीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है जो समय के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते जाएंगे इसलिए हमारे पास वॉल्यूम फ्रैक्शन के कंजर्वेशन के लिए यह गवर्निंग समीकरण है तो आप देखते हैं जहां u विशेष सैल का वह वेलोसिटी है जो 0 के बराबर है इसलिए इस समीकरण के साथ हमने वॉल्यूम फ्रैक्शन के मान को अपडेट किया और करेस्पोंडिंग डेंसिटी की गणना करते है और हल के लिए अपनी कंटीन्यूटी और मोमेंटम समीकरण पर वापस जाये ठीक है तो कुल मिलाकर वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड में हमें 4 समीकरण के स्थान पर जैसा कि हमने अपने सेपरेटेड फ्लो में देखा है यहां वास्तव में हमे 3 समीकरण मिले हैं 1 समीकरण कंटीन्यूटी के लिए और 1 समीकरण मोमेंटम के लिए और इसके साथ ही हमारे पास 1 समीकरण वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड के लिए हैं जो मूल रूप से आपके c समीकरण का कंजर्वेशन है आगे मैं आपको बताता हूं कि इन समीकरणों को डिस्क्रीटाईज करने के तरीके क्या हैंऔर आप जानते है कि फिनाइट वॉल्यूम कार्यप्रणाली का उपयोग करके हम इन समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं इसलिए इन समीकरणों के हल के लिए विभिन्न योजनाएं हैं लेकिन आज मैं आपको 1 योजना दिखा रहा हूं जो कि सबसे अधिक कुशल है और जो स्थिरता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है तो यह वास्तव में समय हल में स्टैगर्ड है तो यहां मैं क्या पता लगाऊंगा आइए हम कहते हैं कि हमारे पास 2 समय लेवल हैं जो n और n1 है n वर्तमान समय लेवल है जहां u और c's के सभी मान मुझे पता है और हमें अगले समय लेवल के लिए इनका पूर्वानुमान करना हैं जो n 1 है ठीक है तो स्टैगर्ड समय की स्तिथि में हम अलग से n 1 का पता लगाएंगे हमें n ½ पर इनके मान का पता लगाना चाहिए तो जो हाफ टाइम स्टेप है तो यहाँ मैंने आपको मोमेंटम समीकरण के द्वारा दिखाया हैं हम क्या करते हैं हम n ½ पर मानों का पता लगाते हैं अब आप यहाँ देखें सभी nth टैग का मान मुझे ज्ञात हैं केवल u अज्ञात टैग हैं ठीक है अब यह u वास्तव में n ½ समय लेवल पर कुछ सूडो वेलोसिटी है तो हम इस दाएं पक्ष में क्या करते हैं आप देखते हैं कि सब कुछ आपके nth टाइम स्टेप पर आधारित है इसलिए हम यहाँ nth टाइम स्टेप का उपयोग करते हुए मानों का पता लगाते हैं और फिर हमें u का मान मिलता है लेकिन यहाँ आप देखिए हमारे पास कुछ कपेनेंट्स हैं जैसे कि आप जानते हैं n½ पर प्रेशर का मान और n½ पर सर्फेस टेंशन का मान हैं इन मानों की गणना एक बार फिर nवे मान के एक्सट्रपोलेशन से की जाती है ठीक है तो आप देखते हैं पहले हमें u का मान मिलता है और फिर हम यह मान यहाँ दाएं पक्ष में u में रखेंगे और हमें pn ½ की अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी अब जब हमें pn ½pn ½ का मान मिल जाता है तो हम इसे एक बार फिर से मोमेंटम समीकरण में वापस रख सकते हैं और हम u का नया मान मिल सकता हैं तो यह प्रक्रिया जारी रहती है और आपको पता चलेगा कि कुछ समय बाद हमें u और pn ½ के कुछ कन्वर्जेंट परिणाम मिलेंगे तो एक बार जब हम u और pn ½ का मान निकालते है जो कन्वेर्जड 1 है इस कंटीन्यूटी समीकरण का उपयोग करके हम un1 ढूंढ सकते है अब याद रखें कि यह un1 अगले समय लेवल के लिए वेलोसिटी होगा ठीक है तो एक बार जब हम इस un1 का पता लगा लेते हैं तो आप जल्दी से जाँच कर सकते हैं कि यह हल जो आपने प्राप्त किया है वह कन्वर्ज है या नहीं या आपकी मूल समीकरणों को संतुष्ट कर रहा हैं या नहीं ये जांच करके कि है या नहीं यदि आपका हल कन्वर्ज नहीं हैं तो एक बार फिर आपको दोबारा प्रक्रिया में वापस जाने और उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है इसलिए एक बार जब आप un1 का मान प्राप्त कर लेते हैं तो cn12 पर वॉल्यूम फ्रैक्शन के मान की गणना करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि अन्य सभी मान वर्तमान के टाइम स्टैप या पिछले हाफ टाइम स्टैप के आधार पर होंगे जो बीते हुए समय से ½ है ठीक है n 12 ठीक है और आपको c का अपडेटेड मान मिल सकता हैं ठीक है तो एक बार जब आप c का अपडेटेड मान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें सर्फेस टेंशन फोर्स की गणना के लिए इंटरफ़ेस पुनर्निर्माण के लिए जाना होगा तो इस पर मैं अगले भाग में आऊंगा अब जैसा कि हमारे पास कुछ वॉल्यूम फ्रेक्शन फील्ड हैं मैं आपको यहाँ पर 1 चित्र दिखाऊंगा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वॉल्यूम फ्रेक्शन आप जिस भी वॉल्यूम फ्रैक्शन को यहां देख रहे हैं वह किसी विशिष्ट सैल के लिए विशिष्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि कहीं यह वॉल्यूम फ्रैक्शन 1 है कहीं यह 0 है और कुछ सैल्स में हमें यह मध्यवर्ती मान अर्थात नॉन 0 और नॉन 1 और मध्यवर्ती मान के साथ मिलता है तो इसका मतलब है कि उन सभी सैल्स में जहां वॉल्यूम फ्रैक्शन के मान नॉन 0 और नॉन यूनिटी हैं वो सैल्स वास्तव में इंटरफ़ेस द्वारा अधिकृत होगी तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसमें इंटरफ़ेस कैसे बना सकते हैं तो इंटरफ़ेस ट्रैकिंग के लिए विभिन्न कार्यप्रणाली हैं पहली कार्यप्रणाली जो मैं आपको बताऊंगा वह है फ्रंट ट्रैकिंग विधि ठीक है फ्रंट ट्रैकिंग विधि में हमने पिछले टाइम स्टैप में क्या करते है इसका मतलब यह है कि nवे समय पर एक बार जब हम इंटरफ़ेस पर इंटरफेसियल कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो हम इन जैसे कुछ पार्टिकल्स को यहाँ रखते हैं यहाँ आप कुछ पार्टिकल देखते हैं जो हमें दिए गए हैं हम कभी कभी उन पार्टिकल को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या आप अपनी समस्या के आधार पर उनका हेट्रोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं हम इन पार्टिकल्स को रखते हैं अगले टाइम इंस्टेंट फ्रंट ट्रैकिंग कार्यप्रणाली में हम गणना करते हैं कि लोकल वेलोसिटी के आधार पर पार्टिकल कैसे गति कर रहे हैं इसलिए अगले टाइम इंस्टेंट तुरंत उन पार्टिकल भविष्य की स्थिति का पता लगा लिया जाएगा और इन पार्टिकल के बीच जुड़ने वाली रेखा आपको नई इंटरफेसियल स्थिति प्रदान करेगी तो यह कुछ फ्लूइड फ्लो समस्याओं के लिए एक बहुत अच्छी तकनीक है फ्रंट ट्रैकिंग बहुत उपयोगी है लेकिन जब भी आपके पास स्ट्रांग फ्लो वेलिविटी होगी तो आपको इस प्रकार की समस्याओं में मुश्किलें आएगी यदि वहां स्ट्रांग फ्लो वेलोसिटी और इंटरफैसिअल कॉन्फ़िगरेशन में तेज़ परिवर्तन है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रंट ट्रैकिंग पार्टिकल्स तेजी से एडवेक्ट हो रहे होंगे और वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और बीच में इंटरफ़ेस का निर्माण मुश्किल होता जायेगा इसके बाद एक और कार्यप्रणाली देखें जिसे आजकल लोग वॉल्यूम ट्रैकिंग कहते हैं तो इस कार्यप्रणाली में हम क्या करते हैं हमें प्रत्येक सैल का वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालते है उदाहरण के लिए यहां मैंने आपको 1 चित्र दिखाया है जहां आप पता लगा सकते हैं कि इन सैल्स में मान 1 है ठीक है और अन्य सैल्स में मान 0 हैं और बीच में हमारे पास मान 031 से शुरू होकर 0 68 तक हैं तो इसका मतलब है कि यह फ्रैक्शनल वैल्यू हमें बताता है कि इस सैल का वॉल्यूम आंशिक रूप से इस छायाकित रंगीन फ्लूइड के द्वारा अधिकृत है तो हम जानते हैं कि केवल इन सैल्स के माध्यम से इंटरफ़ेस गुजर रहा होगा हमें इन सभी सैल्स का वॉल्यूम क्राइटेरिया संतुष्ट करना होगा और हमें इंटरफ़ेस का निर्माण करना होगा तो यह कार्यप्रणाली है जिसका हम वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड में पालन करते हैं तो इंटरफ़ेस का निर्माण करने के लिए विभिन्न उप कार्यप्रणाली हैं इस इंटरफ़ेस में जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ दिखाया है वह वास्तव में इंटरफेसियल संरचना है तो इसका निर्माण कैसे किया जाए इस इंटरसेप्शनल संरचना के लिए हमारे पास कुछ उप कार्यप्रणाली हैं ठीक है कुछ उप कार्यप्रणाली इस तरह से हैं पहली है सिंपल लाइन इंटरफ़ेस कैलकुलेशन जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसे SLIC कहा जाता है ठीक है तो SLIC में हम मानते हैं कि इंटरफ़ेस क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर है तो यह हमेशा एक सैल में होगा इंटरफ़ेस हमेशा क्षैतिज रेखा या एक ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में होगा तो हम इस वास्तविक इंटरफ़ेस के इस कर्वलीनियर पथ का अनुकरण नहीं करेंगे तो हम क्या मानते हैं कि इस प्रकार के SLIC में SLIC गणना हम मानते हैं कि फ्लूइड इंटरफ़ेस के भारी साइड पर रहता है ठीक है तो SLIC में भी 2 कार्यप्रणाली हैं 1 को x पास दूसरे को y पास कहा जाता है x पास हमेशा मानता है कि आपके पास इंटरफ़ेस क्षैतिज रेखा के लिए लंबवत हैं दूसरी ओर y पास मानता है कि इंटरफ़ेस हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा के लंबवत होगा तो यहां मैंने आपको 1 योजनाबद्ध विवरण दिया है कि कैसे x पास का उपयोग करके इंटरफेस की गणना की जा सकती है या यह ट्रैक किया जा सकता है और y पास इंटरफ़ेस का उपयोग कैसे किया जा सकता है तो आप यहाँ देखते हैं कि इस सेंटर सैल का वॉल्यूम फ्रैक्शन कहीं न कहीं आप जानते है 02 के बीच है इसलिए यहाँ आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा देकर देखते हैं कि छायांकित क्षेत्र 20 प्रतिशत है और यहाँ y पास में एक क्षैतिज रेखा का उपयोग करके हम पता करते है कि हमें 20 प्रतिशत छायांकित क्षेत्र दिया गया है तो आप यह पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम फ्रैक्शन समान हैं लेकिन जब आप इंटरफ़ेस के ओरिएंटेशन के आधार पर y पास और x पास के लिए जाते हैं तो आपको अलग अलग इंटरफेसियल कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे ठीक है वास्तव में यही विधि अन्य सैल्स के लिए भी अपनाई जाती है ठीक है अब यदि आप अच्छी तरह से हल किए गए इंटरफ़ेस का उपयोग कर रहे हैं तो ही यह सिंपल लाइन इंटरफेशियल कैल्कुलेशन से x पास या y पास आपको इंटरफ़ेस का सटीक पूर्वानुमान देगा यदि सैल्स अच्छी तरह से नहीं सुलझी हैं तो शायद आपको कठिनाई होगी ठीक है इसके अलावा इस SLIC मैथड के बाद जो मैंने आपको यहां नहीं दिखाया है एक अन्य कार्यप्रणाली है जो पॉलिनोमियल लाइन इंटरफैसिअल कैलकुलेशन है जिसे PLIC कहा जाता है जिसमे कि किसी इंक्लाइंड लाइन के साथ इंटरफ़ेस फिटिंग के लिए प्रावधान है यहाँ मैंने SLIC में दिखाया है कि हम हमेशा क्षैतिज या लंबवत रेखाएँ रखते हैं लेकिन PLIC में आपको 1 इंक्लाइंड लाइन स्थापित करने का प्रावधान मिलेगा तो उन स्तिथियो में पड़ोसी सैल के इस मामले में आपको इंक्लाइंड रेखा के मान को स्लोप और इंटरसेप्ट के रूप में फिट करने की आवश्यकता होगी अर्थात y mx c जहां m और c को पड़ोसी सैल्स के वॉल्यूम फ्रैक्शन से निकाला जाएगा ठीक है तो उन स्तिथियो में आपको पता चलेगा कि इंटरफ़ेस की गणना वास्तविक इंटरफ़ेस के थोड़ी बहुत आस पास होगी लेकिन गणना की जटिलता एक बार फिर बढ़ जाती हैं आगे मैं आपको एक और दिखाऊंगा जो बहुत प्रसिद्ध है जिसे हर्ट एन्ड निकोल्स वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड कहा जाता है हर्ट एन्ड निकोल्स वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड में उन्होंने माना है कि हमारे पास पीस वाइज कांस्टेंट और स्टेयर स्टेप्ड इंटरफेस होगा ठीक है स्टेयर स्टेप्ड इंटरफेस का मतलब है कि हमारे पास एक बार फिर से कुछ क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रकार के लाइन होंगे लेकिन उन्होंने x पास और y पास के बीच के मिश्रण को चुना है तो इस पर आधारित 1 पड़ोसी सैल के साथ इंटरफेस के साथ सबसे अच्छा विकल्प है तो वे x पास और y पास के बीच बदली कर सकते हैं तो SLIC कार्यप्रणाली में मैंने आपको दिखाया है कि उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा लेकिन यहाँ हर्ट एंड निकोलस VOF में आपको पता चलेगा कि वे बीच बीच में बदली कर रहे हैं जो कि पड़ोसी सैल के इंटरफेसियल दिशा के अनुसार होता है ठीक है तो यहाँ मैंने आपको एक बार फिर उसी प्रकार का चित्र दिखाया है आप देखे यह वास्तविक इंटरफ़ेस था लेकिन हर्ट एंड निकोल्स VOF का उपयोग करके आप इसकी प्रतिकृति बना सकते हैं जो कि इस के अधिक क़रीब है आपके SLIC गणना x पास और y पास की तुलना में आगे मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है इस स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ अत्याधुनिक कार्यप्रणाली भी उपलब्ध हैं वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड कि स्तिथि में आपको पता चलेगा कि एक कार्यप्रणाली ऊंचाई के फंक्शन की तरह है और कुछ अत्याधुनिक कार्यप्रणाली भी उपलब्ध हैं आजकल वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड में जो आपको सटीक इंटरफ़ेस की गणना का विचार देगी ठीक है तो हम उन के बारे में विस्तार से नहीं जा रहे हैं लेकिन यहां मैं आपको 1 फ्रीवेयर दिखा रहा हूं जो वास्तव में हाइट फ़ंक्शन मैथड पर आधारित है ठीक है और इंटरफ़ेस की एक बेहतर सटीकता देता है तो यहाँ मैं फ्रीवेयर गेरिस के बारे में चर्चा करूँगा ठीक है अब गेरिस फ्लो सॉल्वर एक फ्रीवेयर है और इसके उपयोग से हम 2 फेज सिमुलेशन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड वॉल्यूम कार्यप्रणाली को शामिल करते हुए तो चलिए पहले देखते हैं कि गेरिस फ्लो सॉल्वर को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है तो गेरिस प्रवाह सॉल्वर को डाउनलोड करने के लिए हमें गेरिस की वेबसाइट के लिए जाना होगा जो httpgerrisdalembertupmcfr है ठीक है तो यह गेरिस वेबसाइट रिपॉजिटरी वास्तव में यूनिवर्सिटी ऑफ़ पियरे एंड मैरी क्यूरी द्वारा संचालित है तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आपको वास्तव में 3 स्नैपशॉट चाहिए बल्कि यहाँ मैं आपको 2 स्नैपशॉट गेरिस और जीएफएसव्यू दिखा रहा हूँ गेरिस मूल गणना कर रहा है जो भी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है और जीएफएसव्यू वास्तव में आपको दृश्य विकल्प देता है ठीक है तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में क्या कर सकते हैं आप इस कमांड wget को लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर वेबसाइट आईडी डाले बस और फिर आप sudoaptkey add popinet keyasc लिख सकते हैं यह आपको अपने रिपॉजिटरी से गेरिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में सक्षम करेगा ठीक है इसलिए आपको डाउनलोड की जाने वाली कुंजी को ढूँढना होगा और फिर कमांड प्रॉम्प्ट में आप अपडेट sudo apt get दे सकते हैं इस अपडेशन को करने से पहले अपने रिपॉजिटरी को यूनिवर्सल रिपॉजिटरी में बदलना न भूलें ठीक है अब एक बार अपडेट करने के बाद आपने अपडेट कर दिया है तो आप टाइप कर सकते हैं sud apt get install Gerris gfsview snapshot यह वास्तव में गेरिस के साथ साथ जीएफएसव्यू के वर्तमान स्टेबल संस्करण को डाउनलोड करने और इनस्टॉल कर रहा होगा अब सबसे हाल के संस्करण में अपग्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप 2 चरणों से गुजर सकते हैं sudo apt get update और sudo apt dist upgrade तो जो भी नवीनतम संस्करण उपलब्ध है इसे उसमें अपग्रेड किया जाएगा ठीक है आगे मैं आपको गेरिस फ्लो सॉल्वर के बारे में कुछ बताऊंगा गेरिस फ्लो सॉल्वर वास्तव में आपको डोमेन को एक क्वाट्री या ऑक्ट्री प्रारूप में डिसक्रीटाईज करने की स्वतंत्रता दे रहा है तो यह क्वाट्री या ऑक्ट्री प्रारूप क्या है यदि डोमेन के पास आप जानते है आयताकार समांतर रूप हैं तो यह इस घन का उपयोग करके डोमेन में डिसक्रीटाईज होगा तो यहाँ हमारे पास 6 फेस है ठीक है सभी फेस पर दिशात्मक प्रकृति है तो यह सामने पीछे बाएं दाएं और ऊपर और नीचे और फिर हम क्या करेंगे ये बक्से जो भी हमने बनाए है ये बक्से फिर से डिसक्रीटाईज किए जाएंगे ठीक है हमें किस प्रकार का डिसक्रीटाईजेसन मिल सकता है चलिए मान लेते है कि मैंने आपको 2d में एक उदाहरण दिया है इसका 3d में भी पालन किया जाएगा हम कहते हैं कि यह इस बक्से का एक सामने वाला चेहरा है जो मैंने 2d में दिखाया है तो इसे स्तर 0 कहा जाता है इसलिए यदि आप स्तर 1 के शोधन के लिए जाते हैं तो इस सैल इस बक्से को वास्तव में 4 उप बक्से में डिसक्रीटाईज किया जाएगा 3 डी कि स्तिथि में यह 8 उप बक्से होंगे और स्तर 2 में इस छोटे उप बक्से को आगे 4 में विभाजित किया जाएगा तो आपको यहाँ पर 16 उप बक्से मिलेंगे और इस तरह जारी रखते हुए आप अपने डोमेन में सैल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं अब गेरिस आपको एडाप्टिव मेशिंग का विकल्प देता है एडाप्टिव मेशिंग का अर्थ है जहां भी आवश्यक हो वहां आप अपने ग्रिड को फाइन बनाएंगे और जहां आवश्यक नहीं है आप कोरस मेशिंग कर सकते हैं तो कुछ मानदंड के आधार पर वहां मानदंड का विकल्प होता है तो आप अपने इंटरफ़ेस लोकेशन के आधार पर चयन कर सकते हैं आप किसी अन्य गुण के आधार पर भी चयन कर सकते हैं तो यहाँ मैंने आपको एडप्टिव मेशिंग का 1 उदाहरण दिखाया है तो यहाँ आप देखते हैं कि यह वर्तमान समस्या के लिए रूचि का क्षेत्र था इसलिए हमने क्या किया है हमने वास्तव में इस को रीफाइन किया हैं और कहीं हम कोरस मेशिंग कर रहे हैं तो यह अनिवार्य रूप से वास्तव में आपके कम्प्यूटेशनल समय को बचाता है अगला मैं आपको गेरिस का उपयोग करके 1 केस स्टडी दिखाऊंगा और यह केस अध्ययन रेले टेलर इंस्टैबिलिटी के बारे में बताएगा तो हम जानते हैं कि रेल टेलर इंस्टैबिलिटी कुछ भी नहीं है बल्कि यदि आपके पास 2 स्ट्राटीफाईड फ्लो हैं और ऊपरी परत में हमारे पास भारी फ्लूइड है तो आपको पता चलेगा कि यह निचले फ्लूइड में एक फिंगर बना रहा है और फिर सरफेस टेंशन के आधार पर यह फिंगर कई संरचनायें बना रही होगी इस प्रकार हमने वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड विधि की मदद से टू फेज को यहाँ पर हल किया है तो सबसे पहले मैं आपको आलेख की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को दिखाऊंगा हमें क्या लिखने की आवश्यकता है तो यहां आप देखें कि पहले हमने 4 3 gfssimulation gfsbox gfsgedge लिखा है अब इस 4 3 का मतलब है कि हमारे पास 4 बक्से हैं पहले ही मैंने आपको बताया है कि एक बक्से का अर्थ क्या है तो जो 3 डी में एक घन और 2d में एक वर्ग होगा तो हमारे पास यहाँ 4 बक्से हैं ठीक है तो 4 बॉक्स उन्हें कैसे रखा जाएगा मैं आपको अंत में दिखाऊंगा फिर हमारे पास समय है अंतिम समय 1 है और dtmax कुछ इस तरह से है कि आपका अधिकतम टाइम स्टेप क्या हो सकता है ठीक है इसलिए अधिकतम समय स्टेप हमने चुना है अब रीफाइनमेन्ट मैंने 7 के रूप में रखा है रीफाइनमेन्ट का स्तर क्या है पहले से ही स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि हम रीफाइनमेन्ट का स्तर 7 चुन रहे हैं अब वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए जो कुछ भी मैंने आपको समीकरण में c के रूप में दिखाया है हम यहाँ पर t को वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड के ट्रेसर के तौर पर उपयोग करते है कैपिटल T तो T0 है और 1 बल्क में होगा और इनके के बीच के मान इंटरफ़ेस में होंगे ठीक है तब हम इंटरफ़ेस के प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन को रख सकते हैं तो यहाँ मैंने C फॉर्मुलेशन का उपयोग करके क्या किया है हमने init फ्रैक्शन t लिखा है और हमने यहाँ कुछ प्रकार का एक्सप्रेशन दिया है अगर एक्सप्रेशन धनात्मक आता है तो t को 1 मिलेगा और अगर एक्सप्रेशन ऋणात्मक निकलेगा तो t को 0 मान मिल रहा होगा x और y के मानों के आधार पर जो स्थानिक निर्देशांक है जिसे आप पता कर पाएंगे कि t 0 और 1 से कुछ भिन्न मान प्राप्त कर रहा है फिर आपके पास आप जानते है इंटरफेस का अनुवाद करने का प्रावधान है इंटरफ़ेस का अर्थ है इंटरमीडिएट सैल t के मध्यवर्ती मान जिनका आप इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं ठीक है तब मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास यहां पर एडाप्शन ग्रिड में एडाप्शन का प्रावधान हैं इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रकार का एडाप्शन हैं आप देखें कि हम वोर्टिसिटी के आधार पर एडाप्शन कर रहे हैं तो क्षेत्र की वोर्टिसिटी की गणना की जाएगी और जहाँ कहीं भी वोर्टिसिटी अधिक होगी वहाँ फाइनर सैल से एडाप्शन होगा और जहाँ भी वोर्टिसिटी कम होगी हम कोरस मैश के लिए जाएंगे इसी तरह हम किसी पैरामीटर के ग्रेडिएंट के आधार पर वोर्टिसिटी कर सकते हैं यहाँ पर हमने जो T के लिए ग्रेडिएंट लिया है जहाँ T आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन है यहां आप देख सकते है कि एडाप्शन के लिए हमने लिखा है कि अधिकतम स्तर 7 तक जाएगा और फिर हम गणना की लागत के आधार पर इसे और कम कर सकते हैं तो इसके बाद हमें सोर्स विस्कोसिटी दिया है इसलिए यहां सोर्स के रूप में गेरिस में विस्कॉस पद जोड़ा जाएगा तो सोर्स विस्कॉसिटी यह मान है तो यह इस समस्या में हमने माना है कि दोनों फ्लुइड्स की एक ही विस्कोसिटी हैं ठीक है अगली स्लाइड में आप यहां देखे हमें फ्लूइड के डेंसिटी के आधार पर t का मान दिया गया है तो हमें अल्फ़ा दिया है जो 1 ρ है तो है हमने माना कि हल्के फ्लूइड का डेंसिटी 01694 है और भारी फ्लूइड का 1225 है आप यहाँ देखे कि यदि T1 के बराबर है तो आपको पता चलेगा कि अल्फा 1 1225 है और T0 तो अनिवार्य रूप से आपको अल्फा 1 01694 देगा ठीक है तो इस तरह से हमने डेंसिटी को परिभाषित किया है जैसा कि यह रेले टेलर इंस्टैबिलिटी है इसलिए ग्रेविटी के आने की आवश्यकता है अन्यथा फिंगर नहीं बनेगी इसलिए हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यहाँ पर सोर्स पद के रूप में दिया गया है सोर्स और ग्रेविटी नीचे की ओर कार्य करेंगे तो v y निर्देशांक का वेलोसिटी है और इसका मान 981 है तो जो नीचे की दिशा में है फिर यहां हमारे पास आउटपुट के लिए कुछ लूप हैं इसलिए हमारे पास आउटपुट फाइलें एक अलग समय स्तर पर हो सकती हैं हमारे पास आउटपुट समय हो सकता है विभिन्न रेसिडुअल्स का आउटपुट बैलेंस हमारे पास आउटपुट प्रोजेक्शन आँकड़े हो सकते है तो विभिन्न मानों के स्टैटिस्टिकल प्रकृति के आँकड़े हम अलग अलग समय के स्तर पर आउटपुट डिफ्यूजन आँकड़े रख सकते हैं हम उनको लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ इन 2 ब्लॉक में मैंने आपको दिखाया है कि आप कैसे परिणाम देख सकते हैं या बना सकते हैं ठीक है उदाहरण के लिए यहां हमने पहले वोर्टिसिटी कोंटोर के कुछ स्नैपशॉट बनाए हैं तो आप देखते हैं कि हमने जो फील्ड v के रूप में ली है वह वोर्टिसिटी के बराबर है और वोर्टिसिटी लिमिट को हमने 30 से 30 लिया है 2 समय अंतराल पर हमने वोर्टिसिटी का चित्र बनाया है और ppm से mpeg का प्रयोग करके तो जो हमने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम vortmpg है उस फिल्म का स्नैपशॉट है इसी तरह वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए हमने फिल्म tmpg को बनाया है और अंत में हम यहाँ एक अलग फ़ाइल में वोर्टिसिटी का मान भी लिख रहे हैं ठीक है आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बक्से कैसे बनाएं जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया है यहाँ आप देखते हैं कि हमारे पास 4 बक्से थे तो gfsbox gfsbox 4 बार मैंने लिखा है तो यह दर्शाता है कि हमारे पास 4 बक्से हैं अब बक्से को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाता है तो हमारे पास 4 बॉक्स हैं तो पहले दूसरे बॉक्स को पहले के ऊपर रखा जाएगा तीसरे बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा जाएगा और चौथे बॉक्स को आपके पहले बॉक्स के नीचे रखा जाएगा तो बक्से की नीति यहाँ दी गई है कुछ परिणाम मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं आप देखते हैं कि हमने इस तरह के इंटरफेस के साथ शुरुआत की है यदि आपको हमारे द्वारा दिए गए init फ्रैक्शन याद हो जो कि एक कोसाइन प्रकृति का था तो शुरुआत में हमारे पास एक कोसाइन प्रकृति का इंटरफेस होगा और ग्रेविटी और डेंसिटी के अंतर के कारण हमें पता चल जाएगा कि फिंगर बन रही है और सरफेस टेंशन के कारण आप यह पता लगाएंगे कि हमे समय के साथ इस प्रकार की संरचना मिल रही है यहां मैंने आपको एक फिल्म दिखाई है जिसे आप वास्तविक समय में पता लगा सकते हैं कि फिंगर कैसे बन रही है और इंटरफ़ेस कैप्चर किया जा रहा है ठीक है यहां तक कि बहुत छोटी बूंदें भी हम इस प्रकार की स्थिति में कैप्चर कर सकते हैं आप देखें कि कितनी छोटी बूंदें हम वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड का उपयोग करके कैप्चर कर रहे हैं तो इस व्याख्यान के अंत में आइए संक्षेप करें तो इस व्याख्यान में हमने क्या किया है हमने 2 फेज फ्लो के सिमुलेशन के लिए फाइनिट वॉल्यूम बेस्ड वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड मेथोडॉलजी को विस्तृत किया है वॉल्यूम फ्रैक्शन की गणना के लिए आधारभूत समीकरणों से निपटा है हमने आपको चित्रण के साथ इंटरफेस पुनर्निर्माण के लिए एक अलग योजना दी है हमने आपको फ्रीवेयर गेरिस फ्लो सॉल्वर समझाया और दिखाया भी है और हमने रेले टेलर इंस्टेबिलिटी के एक केस का अध्ययन किया है इंस्टालेशन से शुरू करके मॉडल पैरामीटर्स को स्थापित करना और इसे चालाना मैंने आपको यहां दिखाया है ठीक है तो इस व्याख्यान के अंत में आइए एक बार फिर से अपनी समझ का परीक्षण करें हमारे पास यहाँ 3 प्रश्न हैं तो पहला प्रश्न फाइनाइट वॉल्यूम कार्यप्रणाली में वेरिएबल्स की गणना कहा करते है आपके पास चार विकल्प है सैल सेंटर्स सैल के कोने सैल सीमा के मध्य बिंदु और सैल के अंदर कहीं भी परिभाषित किया जा सकता है ठीक है तो पहले से ही मैंने आपको बता दिया है के फाइनाइट वॉल्यूम के लिए सेंटरोइड या ग्रेविटी ही नोड बिंदु है तो सही उत्तर सैल केंद्र ठीक है कौन सी एक इंटरफ़ेस ट्रैकिंग कार्यप्रणाली नहीं है चार विधियाँ मैंने यहाँ पर नामित की हैं वॉल्यूम ऑफ़ फ्लूइड मार्कर और सैल लेवल सेट और फिनाइट वॉल्यूम कार्यप्रणाली तो यहाँ आप देखते हैं कि भाग d वास्तव में फाइनाइट वॉल्यूम कार्यप्रणाली के डोमेन वॉल्यूम की डिस्क्रिटाइजेशन कार्यप्रणाली है तो निश्चित रूप से यह सही उत्तर है तब इंटरफ़ेस वॉल्यूम फ्रैक्शन c के किस मान वाले सैल्स में निहित है तो हमने देखा है कि हमारे पास वॉल्यूम फ्रैक्शन c के लिए कई विकल्प हैं तो पहला विकल्प c 1 है c 0 है 0 c 1 और अंतिम विकल्प c 1 है हम जानते हैं कि अंतिम विकल्प कहीं भी संभव नहीं है और यह a और b बल्क के लिए हैं तो स्पष्ट रूप से सही उत्तर c 0 और 1 के बीच में है तो इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं धन्यवाद